कृपया याद रखें जब मैं थ्रस्ट लोडिंग TW के बारे में बात कर रहा हूं मुझे अपने दिमाग में यह बात रखनी चाहिए कि एक और पैरामीटर विंग लोडिंग भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और एक अच्छा डिज़ाइनर अंतिम मिशन कि आवश्यकता को ध्यान में रखकर सही संयोजन को चुनेगा यदि मै एक डिजाइनर के रूप में याद करता हूं मैं विंग लोडिंग को देखना चाहता हूं मैं जानता हूं कि अगर WS कम है तो इसका मतलब है कि ज्यादा क्षेत्रफल उपलब्ध हैं लिफ्ट उत्पन्न करने के लिए ताकि वेट को संतुलित किया जा सके तो स्वाभाविक रूप से न्यूनतम गति जो कि लिफ्ट को वेट के बराबर बनाए रखने के लिए आवश्यक है वह कम हो जाएगी आपकी टेक ऑफ गति भी कम हो जाएगी परंतु उसी समय हमे पता होना चाहिए कि जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूं विंग का विंग लोडिंग क्षेत्रफल अपेक्षाकृत बड़ा हो रहा है तो बड़े क्षेत्रफल अधिक पतली घर्षण ज्यादा ड्रैग तो अधिक पावर तो यह एक समस्या है आप देख सकते हैं कि एक डिजाइनर के लिए कि बहुत बार TW और WS के एक संयोजन पर आने के लिए संघर्ष होगा क्यूंकि मैं WS को कम रखना चाहता हूं इसका मतलब है कि S अपेक्षाकृत बड़ा है और इसीलिए मेरा Vstall जो की है Vstall 2WSCl कम होगा यदि डिज़ाइनर के नजरिए से WS कम है अगर विंग का क्षेत्रफल बड़ा है तो एक दिए गए डायनामिक दबाव और एंगल ऑफ अटैक के लिए वह ज्यादा लिफ्ट देगा तो जिस क्षण WS कम है हमारे पास यह फायदा है हमारे पास Vstall या कोई प्रचालन आवश्यकता जो Vstall पर आधारित है उनका फायदा है उदाहरण के लिए टेकऑफ़ लैंडिंग उनको भी Vstall के कम होने का फायदा होगा हमारे पास टेकऑफ़ की गति कम होगी लैंडिंग की गति कम होगी पर हमें पता है कि क्योंकि WS कम है इसलिए S ज्यादा है तो ज्यादा क्षेत्रफल ज्यादा पतला घर्षण तो ज्यादा ड्रैग और दोबारा हमें ज्यादा थ्रस्ट की जरूरत होगी बिना किसी मुश्किल के हम कह सकते हैं कि अगर WS बड़ा है तो इसका मतलब है कि क्षेत्रफल अपेक्षाकृत कम है अगर मैं मान लेता हूं कि दोनों कॉन्फ़िगरेशन का वेट समान है तो कम क्षेत्रफल का मतलब है कम Vstall बढ़ेगा परंतु एक फायदा जो मैं देख सकता हूं कि कम क्षेत्रफल के कारण स्किन घर्षण ड्रैग कम होगा इसलिए मेरी थ्रस्ट की जरूरत कम हो सकती है तेज गति वाले विमान के लिए आप पाएंगे कि WS बड़ा होगा अगर आप तेज एक्सेलेरेट करने वाले हैं तो WS बड़ा होगा बेशक अगर आपके पास बड़ा क्षेत्रफल है और यदि आप इसे बड़े एस्पेक्ट रेशो के साथ जोड़ते हैं तो संरचनात्मक समस्या भी आएगी अभी मैं उन विवरणों पर नहीं जा रहा हूं लेकिन जब भी मैं TW थ्रस्ट लोडिंग के बारे में बात कर रहा हूं तो आपको अपने दिमाग में विंग लोडिंग WS को भी रखना चाहिए जिसको हम एक या दो लेक्चर के बाद विस्तार में पड़ेंगे तो मुझे थ्रस्ट लोडिंग के कुछ मुख्य बिंदुओं पर वापिस आने दें अगर आप देखते हैं कि यह हमारा वार्म अप और टेकऑफ़ है और यह क्लाइंब है और यह हिस्सा क्रूज़ है तो यह मिशन की रूपरेखा है और अगर मैं 0 1 और 2 डाल देता हूं हमने यह W1W0 देखा है इस मामले में W नॉट जो कि W0 है एक डिजाइनर के लिए कुछ संख्या WTO पर पहुंचना जरूरी है क्योंकि वह वेट बन जाता है और फिर वह यह पता लगाने की कोशिश करता है कि TO क्या है अगर वह मूल पैरामीटर है जिसके साथ वह विमान को डिजाइन करना शुरू करता है इसी तरह अब हम TO के बारे में बात करेंगे जो कि समझ में आता है कि टेकऑफ़ स्थितियों के लिए है यह महत्वपूर्ण क्यों है अगर मैं TO के साथ एक सरल उदाहरण देता हूं आप जानते हैं कि यह W0 WTO है तो W1 W0 यह मान 097 हो सकता है इसका मतलब है कि इस भाग में इस सेक्टर में कुछ ईंधन की खपत हो चुकी है और फिर W2W1 जो की क्लाइंब है और चलिए कहते हैं कि वह अनुपात 0985 है क्योंकि 02 तक क्लाइंब करने के लिए यह अनुपात W2W1 1 से कम है क्योंकि कुछ ईंधन की खपत हो चुकी है लेकिन अगर मैं जानना चाहता हूं कि W2W0 क्या है जो कि बराबर है W2W0 W2WTO W2W1W1W0 क्योंकि कृपया ध्यान रखें कि 𝑊O और 𝑊TO एक ही हैं और अगर मैं यह करता हूं तो यह मुझे 097 गुणा 0985 देगा और वह लगभग 0956 हो सकता है संदेश क्या है संदेश है कि W2W0 0956 है या मैं इसे इस तरह लिखता हूं W2WTO 0956 है और फिर मे 𝑊2 भी समझता हूं यहाँ मैं शुरुआत में 𝑊cruise के बारे में बात कर रहा हूँ 𝑊TO से यह मान 0956 है तो अगर मैं WTOs में रुचि रखता हूं तो मुझे इस 𝑊cruise को 𝑊TO में परिवर्तित कर देना चाहिए यह वही है जो 𝑊TO को होना चाहिए तो मैंने यह परिस्थितियां रख दी है और यहां से आप समझते हैं कि आवश्यक 𝑊TO होगा कोई भी W क्रूज़ को 0956 कारक द्वारा भाग किया गया तो यह सामान्य गलती है जो हम कक्षा में करते हैं और यह सिर्फ एक संख्यात्मक गलती नहीं है इसीलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूं जब आप एक हवाई जहाज डिजाइन कर रहे हैं तो ये बिंदु बिंदु 2 आपको बताएगा कि क्रूज़ की शुरुआत में यह उम्मीद की जाती है कि W2W1 0985 है इसका मतलब है कि 1 मैं से 0985 घटा के जो भी नंबर आता है उसे अगर मैं हवाई जहाज के वेट से गुणा करता हूं तो मुझे क्रूज़ के दौरान वेट मिल जाएगा या में कहता हूं कि अगर किसी भी आवश्यकता के लिए मै चाहता हूं कि W उतना हो मुझे सुनिश्चित करना चाहिए कि 𝑊TO पर्याप्त हों ताकि इस ऑपरेशन के बाद 𝑊cruise उतना हो जितना कि आपको चाहिए इसीलिए मुझे सभी डेटा को टेक ऑफ की स्थिति में बदल देना चाहिए आप इसे दिलचस्प पाएंगे जब आप यहां से यहां क्रूज़ कर रहे हैं चलिए 3 बिंदु कहते हैं नंबर 3 फिर से ईंधन की खपत होगी तो कौन सा TO हमें लेना चाहिए तो आप औसत लेते हैं तो डिजाइनर कैसे आगे बढ़ेगा इसे समझना आसान है अगर मैं यहां से अब फिर से वापस जाता हूं तो मैं थ्रस्ट के बारे में बात करता हूं क्योंकि मैंने बताया था कि हम W या TO के बारे में थोड़ा और बात करेंगे और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको TW को अलग से नहीं देखना चाहिए क्योंकि जब भी आप TW के बारे में सोच रहे हो WS के बारे में भी सोचे क्योंकि हम इसे एक आदत बनाएंगे इसीलिए मैं TW से WS की तरफ जाता हूं और फिर से TW पर वापस आता हूं ताकि आप कभी भी TW को अलग से सोचने की गलती ना करें हमेशा तुरंत जांचें करें कि किस WS को मैं ढूंढ रहा हूँ जैसे कि जिस क्षण आप CL सोचते हैं तो CL को अलग से मत सोचिए CD को भी सोचिए तो आपको CL बटा CD देखना चाहिए तो यह डिजाइनर को आत्मविश्वास पैदा करने में मदद करेगा और मेरे ख्याल से यह सही दृष्टिकोण है तो अगर मैं इसी तरह की चीज TO के लिए करता हूं अब हम समझ चुके हैं कि W टेकऑफ़ को कैसे सही करना है क्योंकि आपके पास यहां 𝑊cruise के लिए कुछ मान होगा इसे W टेकऑफ़ में बदल दें यहाँ पर समुद्र के स्तर पर कुछ थ्रस्ट होता है तो आप जानते हैं कि TW कितना है लेकिन 2 पर आवश्यक TW कुछ भी नहीं बल्कि क्रूज़ बराबर 1 बटा CLCD है और यह मान लगभग 008 हो सकता है अगर मैं 10 से ज्यादा CLCD पर उड़ रहा हूं 008 009 01 जो भी संख्या हो सकती है तो इस वक्त यह आवश्यकता निर्धारित की जाती है परंतु TO क्या होगा जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आपको इन सारी आवश्यकताओं को TO या TO मैं बदलना होगा इससे हमें यह समझ आता है कि थ्रस्ट ऊंचाई के साथ बदलेगा तो आपको इंजन को देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मैं TW कुछ संख्या चाहता हूं मैं देखता हूं कि cruise एक ऊँचाई पर है मान लीजिए कि 10000 फीट की ऊंचाई पर हवा के घनत्व के बराबर है यह 07 किलो प्रति मीटर क्यूब के बराबर हो सकता है और आपको पता है कि उस ऊंचाई पर उपलब्ध थ्रस्ट समुद्र के स्तर पर उपलब्ध थ्रस्ट के बराबर नहीं होगा इसलिए आपको यहां से समुद्र के स्तर तक के ऊंचाई प्रभाव के लिए आपको फिर से परिवर्तित करना होगा इसलिए जब मैं TO के बारे में बात कर रहा हूँ मैं समुद्र स्तर के संदर्भ में बात कर रहा हूं उदाहरण के लिए अगर आप एक हवाई जहाज TO डिजाइन कर रहे हैं लेकिन आप लेह से टेकऑफ़ करने वाले हैं तो आपको इसे सही करना होगा क्योंकि वह समुद्र स्तर की स्थिति नहीं है तो आप क्या करते हैं आप चार्ट को देखकर थ्रस्ट को सही करते हैं आमतौर पर यह ऊंचाई पर घनत्व बटा समुद्र स्तर पर घनत्व के साथ चलता है क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचा जाते हैं हवा का घनत्व कम होता है और इसीलिए आपका थ्रस्ट भी बदलता है ये अंशशोधन चार्ट हैं इंजन निर्माता इस चार्ट को देगा और वे चीजें उपलब्ध होती हैं लेकिन एक डिजाइनर के रूप में आप जानते हैं कि मोटे तौर पर यह उसका पालन करेगा तो आप इस पर आधारित अपना प्रारंभिक वैचारिक डिजाइन चुनते हैं और फिर हमेशा चार्ट देखें जो कि उपलब्ध हैं अगर मैं इस समझ के साथ इसे थोड़ा और औपचारिक बनाने की कोशिश करता हूं तो मैं लिख सकता हूं TO cruise यदि मैं क्रूज़ के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं cruise को TO में बदल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि क्रूज़ पर थ्रस्ट और W को टेकऑफ़ वाली स्थिति में बदलने की जरूरत होती है यह हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए और एक डिजाइनर के रूप में इसके पास कुछ संख्या होनी चाहिए और आप जानते हैं कि समुद्र स्तर की स्थितियों में इंजन कितना TO देने में सक्षम होना चाहिए यह मैंने सोचा था और दूसरी बात कि मैंने पिछली कक्षा में इसका जिक्र भी किया था पिछली कक्षा में हम Vmax के बारे में बात कर रहे थे हम यह मान कर एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि विमान Vmax पर उड़ने के लिए काफी मजबूत है इसका मतलब है कि विमान डायनामिक दबाव और फोर्सेस को झेलने के लिए पर्याप्त मजबूत है जो कि जिस ऊंचाई पर वह उड़ रहा है और उड़ने की गति का संयोजन है तो हमने पाया कि मौलिक रूप से हम जानते हैं कि अगर यह थ्रस्ट और ड्रैग है और यह इस तरह जाता है और थ्रस्ट लगभग स्थिर है मैं मान रहा हूं कि V के साथ थ्रस्ट नहीं बदल रहा है आमतौर पर यह जेट इंजन का व्यवहार है तब यह वह बिंदु है जहां मैं कहता हूं कि यह V max अधिकतम थ्रोटल से मेल खाता है तो यह मानते हुए कि थ्रस्ट अधिकतम थ्रोटल है जो कि मैंने दिया है परंतु याद रखें कि अगर यह समुद्र स्तर रो 1 के बराबर ऊंचाई रो पर है और अगर मैं Vmax चाहता हूं बराबर 2 पर जो कि मान ले की 10000 फीट है तो इस स्थिति में क्या होगा यह और यह दोनों बदल जाएंगे यह नीचे आने की कोशिश करेगा और यह इस तरह से खिसकने की कोशिश करेगा क्योंकि हवा का घनत्व कम है हवा का घनत्व कम होने का मतलब है कि ड्रैग कम होगा हालांकि उसी वक्त इंजन से उपलब्ध थ्रस्ट भी कम होगा यह नीचे आ जाएगा तो यह बिंदु बदल जाएगा तो वे मुख्य बातें हैं जिन्हें आपको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और आप जानते हैं कि अगर आप एक ही CL पर उड़ना चाहते हैं तो आपको अभिव्यक्ति पता है कि इक्विवलेंत गति कैसे प्राप्त करें जो मैं पिछली कक्षा में बता रहा था मैं उस पर तुरंत वापस आना चाहता हूं एक बार हम देख रहे थे कि मै कैसे पता करता हूं कि थ्रस्ट ड्रैग के बराबर है इसलिए T qS CDO CL2eAR अब तक आप जानते हैं कि एक बार जब आप इसे ड्रैग पोलर लिखते हैं उस ड्रैग पोलर का इस तरह विस्तार करें मैंने कुछ चीजें मानी हैं और वे कम गति विमान हैं विंग एलिप्तिक्ल विंग होने के लिए संघर्ष कर रहा है और निश्चित रूप से इसके पास कम गति है परंतु जब मैं देखना चाहता हूं कि वह गति क्या है जिस पर यह ड्रैग और थ्रस्ट इस समीकरण से मेल खाते हैं तो Vmax के लिए मैं एक प्रश्न पूछता हूं मैंने Tmax पूरा थ्रोटल दिया है एक दिए गए q इन्फिनिटी पर जो कि डायनामिक दबाव है जो मै हमेशा सोचता हूं जब भी मैं Vmax उच्च गति के बारे में बात कर रहा हूं तुरंत आपको सावधान रहना चाहिए आपको डायनामिक दबाव के संदर्भ में सोचना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि संरचनात्मक सीमा डायनामिक दबाव से आती है तो जब हमने वह दिखा दिया है तो मैं यह करता हूं कि जो अभिव्यक्ति आती है वह कुछ इस प्रकार है Vmax TAWmaxWS WS TWmax2 4CDOeAR 12 मैंने आपको बताया है कि आप एंडरसन की किताब इंट्रोडक्शन टू फ्लाइट देख सकते है बल्कि आपको इसकी जरूरत नहीं है आप इसे यहां से भी कर सकते हैं जब मैं इस पर चर्चा कर रहा था यह बहुत साफ है कि अगर आप Vmax को बढ़ाना चाहते हैं तो TAW को बढ़ना चाहिए और आप यह भी देखते हैं कि WS को भी बढ़ना चाहिए WS बड़ता है इस का मतलब है कि S कम है तो ड्रैग कम है तो स्वाभाविक रूप से Vmax बड़ेगा तो यह सिलसिलेवार है यह भी सिलसिलेवार है हम सरल कारणों के लिए इस बात से परेशान थे कि यह शब्द क्या है हम TW के बारे में बात कर रहे हैं हम WS के बारे में बात कर रहे हैं परंतु वह एयरोडायनामिक्स कहां है वह एयरोडायनामिक दक्षता कहां है जो यह भी बताएगा कि मैं Vmax को कैसे प्राप्त करूं अवधारणात्मक रूप से यदि ड्रैग कम है तो आप तेजी से एक्सेलेरेट कर सकते हैं इसलिए कहीं न कहीं CLCD को भूमिका निभानी पड़ेगी कहीं न कहीं यह छिप रखा होगा कोई भी विमान डिजाइन हो कोई भी अभिव्यक्ति हो max स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से मौजूद होगा और डिजाइनर इसका अधिकतम लाभ उठाता है तो जब भी आप डिजाइन कर रहे हो जब भी आप एक विश्लेषणात्मक अभिव्यक्ति देखें यह देखने की कोशिश करें कि max कहां है WS क्या है जो वे छुपा रहे हैं वे प्रारंभिक डिजाइन पैरामीटर हैं जो एक डिजाइनर आसानी से चुन सकता है याद करें कि प्रारंभिक भाग में हमने तय किया कि कैसे मोटे तौर पर max का मान प्राप्त किया जाए तो वह समस्या मैंने आपको हल करने के लिए कहा था मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने इसे किया है पर मुझे इसे करने दें अगर आप यह अभिव्यक्ति 4CDOeAR देखते हैं मान लिजिए कि मैं max पर उड़ रहा हूँ CLCD अधिकतम उड़ने का मतलब क्या है अगर मैं क्रूज़ कर रहा हूँ मुझे पता है T W CLCD इसलिए जब मैं कहता हूं कि मैं max पर उड़ रहा हूं इसका मतलब है कि मैं न्यूनतम आवश्यक थ्रस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ और आप कहते हैं कि सबसे ज्यादा एयरोडायनामिकली दक्ष कॉन्फिग्रेशन जब एयरोडायनामिकली अधिकतम हो और आप जानते हैं कि अधिकतम हो इसके लिए आपको इस पर उड़ना होता है CL CD0K यह सब आपने अपने प्रदर्शन पाठ्यक्रम में भी किया है जिसका मतलब है कि आप CL पर उड़ते हैं ताकि आपका इंड्यूस्ड ड्रैग कोएफिशिएंट और पेरासाइट ड्रैग वे समान मान के हैं तो max के लिए CL CD0K और मैं देखता हूं कि max क्या है वह होगा CLCD CD0KCD क्योंकि CD 2CD0 इसलिये CLCD CD0K 2CD0 और अपना ध्यान यहां केंद्रित रखें हम देखना चाहते हैं कि यह संख्या का गुच्छा हमें एयरोडायनामिक रूप से क्या बताता है तो अब अगर मैं लिखता हूं max max CD0K 2CD0 इसलिए max2 max2 CD0K 4CD02 और यह भी कि K क्या है तो K है K 1eAR कृपया उस शब्द को न भूलें तो हम जो ढूंढ रहे हैं जिसे मैंने यहां मिटा दिया है 4CD0eAR तो अगर मैं यह करता हूं मुझे मिलता है max2 eAR4CD0 लेकिन हम 4CD0eAR को ढूंढ रहे हैं तो वह है 1 max2 4CD0eAR तो उस अभिव्यक्ति में अगर मैं यहाँ आता हूं हमने इस अभिव्यक्ति को प्राप्त कर लिया है हम यह शब्द ढूंढ रहे थे और आप देख सकते हैं कि यह शब्द कुछ भी नहीं है बल्कि इसका उल्टा है तो यह max2 के इन्वर्सली बदलता है और क्योंकि यह एक नेगेटिव शब्द है तो जैसे ही आप max को बढ़ाते है इस शब्द का प्रभाव कम होता है तो यह ज्यादा Vmax होने में मदद करता है तो अब वह पहेली खत्म हो चुकी है Vmaxऔर TW को जितना संभव हो उतना बड़ा होने के लिए WS को जितना संभव हो उतना बड़ा होने के लिए इसलिए जितना संभव हो उतने छोटे विंग और इस से मैं चाहता हूं max जितना संभव हो उतना बड़ा होना चाहिए विश्लेषणात्मक रूप से यह बहुत अच्छा लगता है लेकिन ऐसा कॉन्फ़िगरेशन पाना जो आपकी इच्छा के अनुसार इन सभी 3 चीजों को संतुष्ट करेगा हमेशा संभव नहीं हो सकता है और यहीं पे एक डिजाइनर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हम इसे कैसे अनुकूलित करते हैं इसीलिए जब भी आप यह अभिव्यक्ति देख रहे होते हैं तो केवल असाइनमेंट की समस्या को हल न करें जिस क्षण आप TW को बढ़ाना चाहते हैं अपने आप से पूछें कि TW को बढ़ाने का मतलब क्या है मतलब है आप एक बड़े इंजन के लिए जा रहे हैं बड़ा इंजन वेट को भी बढ़ाएगा लागत भी बढ़ेगी रखरखाव में मुश्किल हो सकती है अगर मैं WS को बढ़ाना चाहता हूं तो कम विंग क्षेत्रफल इसका मतलब है कि मुझे ज्यादा गति की जरूरत है ज्यादा Vstall की जरूरत है ताकि वेट के बराबर लिफ्ट को संतुलित कर सकें और क्या मैं एक दी गई एस्पेक्ट रेशो के लिए हमेशा max पर उड़ सकता हूँ क्या यह संभव है तो इन सभी चीजों के लिए आपको सवाल पूछना चाहिए और शांति से आप इस CD नॉट का मान देखते हैं यदि आप इसका max2 से संबंध ढूंढने का प्रयास नहीं करते हैं आप CD0 पर समय बर्बाद करना शुरू कर सकते हैं परंतु कृपया यह आपको गलत दिशा में ले जा सकता है इसलिए यह हमेशा बेहतर होता है कि आप जो भी विश्लेषणात्मक अभिव्यक्ति का उपयोग कर रहे हैं आप कृपया देखें कि अंदर क्या है आपको किस तरह की जानकारी मिलती है मैंने सोचा कि मुझे आपको यह जरूर बताना चाहिए चलिए देखते हैं कि एक डिजाइनर को इस विश्लेषणात्मक अभिव्यक्ति के साथ कैसे खेलना चाहिए मुझे एक उदाहरण देने दें अगर मैं एक पारंपरिक हवाई जहाज के लिए क्लाइंब रेट के बारे में बात करता हूं और चलिए एक जेट संचालित हवाई जहाज का उदाहरण लेते हैं क्लाइंब रेट जब आप कहते हैं अगर आप इस समीकरण को लिखते हैं अगर यह सज्जन इस तरह से जा रहे हैं तो यह ड्रैग है इस तरह की अभिव्यक्ति से आप सभी परिचित हैं यह उड़ान पथ कोण है और यह लिफ्ट है तो मैं लिखता हूं T D Wsin mdVdt यह एक्सेलेरेशन V की दिशा की ओर है और ये सक्रिय बल हैं और मैं सरल बात कह रहा हूं मैं एक स्थिर क्लाइंब के लिए जा रहा हूं जो कि निरंतर गति के साथ रेक्टिलिनियर मोशन है मैं इसे 0 रखता हूं हम जानते हैं कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं Vsin ROC TV DVW यह अभिव्यक्ति मुझे TW WS के बारे में कुछ नहीं बताता है हालांकि TW को आप यहां देख सकते हैं यदि आप क्लाइंब रेट को बढ़ाना चाहते हैं तो इस अभिव्यक्ति को मैं ऐसे लिख सकता हूं ROC TWV DWV तो TW अधिक होगा तो क्लाइंब रेट अधिक होगी और एक दी गई गति V पर यह तेज़ क्लाइंब करेगा पर WS कहां छुपा हुआ है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप TW को देखें WS को भी ढूंढे तो अब मैं यहाँ देखता हूँ क्लाइंब रेट बराबर है ROC TWV qSCDWV तो तुरंत मैं क्लाइंब रेट को देख सकता हूं ROC TWV qCD WSV अब अगर आप देखना चाहते हैं कि WS का क्या प्रभाव है आपको क्या संदेश मिल रहा है अगर WS बड़ा है इसका मतलब है WS के बड़े होने का मतलब है कि विंग का क्षेत्रफल कम है इसीलिए एक दिए गए W के लिए WS बड़ा है अगर WS बड़ा है तो यह कम होगा तो आपका क्लाइंब रेट बेहतर होगा अगर WS छोटा है तो बड़े विंग और यह अधिक नेगेटिव हो जाएगा और क्लाइंब रेट कम हो जाएगी तो आप सम्बन्ध देख सकते हैं अब डिजाइनर इसे दिखेगा डिजाइनर को अपने संश्लेषण के लिए सारी जानकारी निकालने में योग्य होना चाहिए उसे सिर्फ समीकरणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए फिर प्रोग्राम कोड लिखना और संख्यात्मक तरीकों को ढूंडना आप न्यूनतम जोड़ तोड़ और व्यवस्था के साथ एक डिजाइनर नहीं बन सकते हैं आपको अधिकतम जानकारी प्राप्त करनी चाहिए यही वह जगह है जहाँ आप कहते हैं यह आदमी सभी समस्याओं को हल करने में सक्षम है क्योंकि यह न्यूनतम प्रयास के साथ समझ जाता है कहानी यहीं खतम नहीं होती है अगर आप देखना चाहते हैं एयरोडायनामिक दक्षता कहां अपनी भूमिका निभा रही है जैसा कि मैंने आपको बताया था TW WS हमेशा तीसरे दोस्त की जांच करें कि यह एयरोडायनामिक दक्षता कहां है क्योंकि आखिरकार यह एक एयरोडायनामिक वाहन है तो एयरोडायनामिक दक्षता को वहां होना होगा हमारे उड़ने के मिशन का एक बिंदु से दूसरे तक हाथ पकड़े हुए तो हमें इसे देखने की कोशिश करनी चाहिए भले ही यह छिप क्यों ना रखा हो इसे पाने की कोशिश करें आपको अधिक जानकारी मिल सकती है अगर मैं यह अभिव्यक्ति देखता हूं q मैं यह कर रहा हूं ताकि आपको एक विचार दे सकूं कि एक डिजाइनर को अधिकतम जानकारी प्राप्त करने के लिए कैसे कोशिश करनी चाहिए qSCDVW और यह वह अभिव्यक्ति है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं क्योंकि यहाँ TWV है और यहाँ CD है इसलिए मैं पहले उस शब्द पर हमला कर रहा हूं और क्लाइंब के दौरान मैं यह मान रहा हूं CL 2WSV2 पर आप यह समझते हैं कि लिफ्ट वेट के बराबर नहीं है तो असल में लिफ्ट 𝑊𝑐𝑜𝑠 के बराबर है मैं गामा को छोटा या छोटी क्लाइंब मान रहा हूं तो मैं CL को एसे लिखने की स्वतंत्रता ले रहा हूं यह लिफ्ट है और यह वेट है तो यह W cos गामा है तो अगर यह रेक्टिलिनियर पाथ स्थिर गति से उड़ रहा है तो लिफ्ट को वेट को संतुलित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए और इसके क्रूज़ से तुलना किए जाने पर यह लिफ्ट इसके वेट से कम होगी तो हम कहते हैं कि क्लाइंब के दौरान इंड्यूस्ड ड्रैग भी कम होता है ये सभी बातें आप जानते हैं तो अगर मैं इस अभिव्यक्ति का उपयोग करूं तो V को लिख सकता हूं V 2WSCL और उस V का मे यहाँ उपयोग करता हूं इसलिए qSCDV WqSCDV W2WSCL तो तुरंत आप CL और CD को देखना शुरू करते हैं उस अभिव्यक्ति में CL नहीं दिख रहा था तो आपको नहीं मिलता है तो आप यह संख्या यहां डालना शुरू कर सकते हैं qSCD W2WSCL 122WSCLSCD W2WSCL तो मैं इसे आजाद कर देता हूं मैं देख सकता हूं कि यह CL यहां आता है तो यह वही है जहां से आपको संयोजन चुनना है आपको हैरान नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ बहुत ही दिलचस्प मिलता है तो इसे इस तरह तर्कसंगत रूप से विस्तारित करने की आदत रखें और यह देखने की कोशिश करें कि या CL32CDकहां छिपा है मैं इसे आगे आप के लिए छोड़ देता हूं और इस अभिव्यक्ति से देखता हूं कि क्या मैं या CL32CDपर कुछ भी टिप्पणी कर सकता हूं कुछ एयरोडायनामिक अनुपात जो कि एक डिजाइनर को क्लाइंब रेट अधिकतम बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप यह करेंगे जो भी हो अगली कक्षा में मैं इसे करूंगा पर अगली कक्षा के लिए आने से पहले मैं यह पसंद करूंगा कि आप कुछ होमवर्क करें और वहां कुछ अभिव्यक्ति प्राप्त करें हम बहुत अच्छे से जुड़े सही